सभी को नमस्कार इस व्याख्यान में हम स्थानिक डेटाबेस सिस्टम और उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जीआईएस में सब कुछ एक डेटाबेस के अंदर जाता है और जीआईएस में डेटाबेस को हम स्थानिक डेटाबेस कहते हैं यह सब की अवधारणा लगभग अन्य मौजूद डेटाबेस के समान हैं और सबसे आम डेटाबेस जो जीआईएस में उपयोग किया जाता है RDBMS है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन अन्य प्रकार के डेटाबेस भी हैं जो जीआईएस में उपयोग किए जाते हैं इसलिए हम एक एक करके देखेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले फाइल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था और अब हम धीरे धीरे डेटाबेस की ओर बढ़ रहे हैं तो हम इस व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं कि डेटाबेस क्या है यह क्या करता है और यह कैसे काम करता है और एक स्थानिक डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया जाता है यह महत्वपूर्ण क्यों है जीआईएस डेटाबेस में डेटा डालने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए और फाइल और फाइल सिस्टम से आधुनिक डेटाबेस कैसे विकसित होता है क्योंकि पहले जब कंप्यूटर आने लगे थे हम फाइल सिस्टम में चीजों को रख रहे थे बहुत से लोग फाइल सिस्टम में अभी भी रखते हैं लेकिन जीआईएस में नहीं और उन खामियों के बारे में जो फाइल सिस्टम के नुकसान हैं DBMS डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के फायदे क्या हैं और विभिन्न प्रकार के डेटाबेस के बारे में भी जिन्हें जीआईएस में लागू किया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईएस क्या करता है यह आपके डेटा को जानकारी में परिवर्तित करता है और फिर अंत में जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित करता है लेकिन इससे पहले हमें सिस्टम के अंदर डेटा रखना होगा इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि जीआईएस के 5 प्रमुख घटकों में से एक डेटा है इसलिए हमें अपने डेटा को जीआईएस सॉफ्टवेयर में व्यवस्थित करना होगा और इसलिए कि अगर डेटा हम सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हमें इसे कुशलता से प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और यदि हमने सही तरीके से व्यवस्थित किया है तो विश्लेषण और मॉडलिंग के दौरान यह सब मदद करेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी से डेटा का अर्थ पता चलता है और अच्छी सामयिक प्रासंगिक जानकारी निर्णय लेने की कुंजी है और अच्छा निर्णय लेना संगठन के अस्तित्व की कुंजी है इसलिए अगर यह सब कुछ निर्भर करता है कि डेटा कैसे व्यवस्थित किया गया है एक संगठन में एक बुनियाद में या एक कंपनी में अब जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस साझा करने की संभावना हो सकती है आजकल यह एक बहुत ही सामान्य बात है लेकिन साझाकरण का विस्तार क्या है इसका मतलब है कि सुरक्षा पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे फिर डेटाबेस का एकीकरण कैसे किया जाता है और जो उपयोगकर्ता हैं और एक और महत्वपूर्ण शब्द जो यहां उल्लेखित है वह मेटाडेटा है जीआईएस या अन्य प्रणालियों में मेटाडेटा बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मेटाडेटा का अर्थ डेटा के बारे में जानकारी है इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं मैदान में गया हूं और विभिन्न अवलोकन कुओं से भूजल स्तर के आंकड़े एकत्र किए हैं अब मुझे उस समय को अभिलेख करने की आवश्यकता है जब डेटा एकत्र किया गया था और जिसने डेटा एकत्र किया है और भूजल स्तर को मापने के लिए मैंने किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया है डेटा के बारे में सभी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी मेटाडेटा के रूप में संग्रहित की जाती है और कई बार जब भी आप इंटरनेट मुक्त उपग्रह चित्र से उपग्रह चित्र डाउनलोड करते हैं आप यह भी देखेंगे कि tif फ़ाइल के अलावा आपको एक फ़ाइल MET भी मिली है है यह मेट्रोलॉजिकल डेटा नहीं है यह सामान्य सम्मेलन है जिसका उपयोग मेटाडेटा के लिए किया जाता है तो इसमें सभी जानकारी शामिल है कि किस उपग्रह से कौन सा सेंसर किस तारीख को सूर्य और इसी तरह के निर्देशांक से आगे निकल गया वह सभी जानकारी MET डेटा में जाएगी इसलिए यह हमेशा एक अच्छा अभ्यास है जो भी डेटा विकसित कर रहा है या जीआईएस में डेटा का विश्लेषण कर रहा है डेटा को संशोधित कर रहा है कि सभी जानकारी मेटाडेटा फ़ाइल में दर्ज की जानी चाहिए इसलिए मेटाडाटा जीआईएस में भी बहुत महत्वपूर्ण है और डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों में यहां उद्देश्य डेटा संरचना डेटाबेस संरचना का प्रबंधन करना है और डेटा तक प्रवेश को भी नियंत्रित करना है क्या सभी लोगों के पास या कुछ लोगों के पास डेटा तक प्रवेश हो सकती है या इसके आगे और बाद में पदानुक्रमित प्रणाली हो सकती है और फिर एक डेटाबेस को एक क्वेरी भाषा का भी समर्थन करना चाहिए क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रश्न डालकर आपको डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए तो इस क्वेरी भाषा की बहुत आवश्यकता है और यह विशिष्ट डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसे हम यहां देख रहे हैं यदि आप डेटा व्यवस्थित करते हैं तो अब डेटा प्रबंधन अधिक कुशल और प्रभावी है जब आप सही संरचना बनाते हैं और फिर डेटा डालते हैं तो आप केवल डेटा को कुशलता से प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्वेरी भाषा ऐसी अनुमति देती है जब भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि हर बार व्यवस्थित होते हैं जब आप कभी कभी इसे पुनर्प्राप्त कर रहे होते हैं तो यह केवल निश्चित जानकारी होती है जिसे आप उस डेटाबेस से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम द्वारा प्रश्नों की भी अनुमति है और फिर अधिक से अधिक बेहतर डेटा प्रदान करने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करना संगठनों के संचालन के एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और असंगत डेटा की संभावना को कम करता है यहां भी उद्देश्य यह है कि हमें अपने डेटा में अतिरेक नहीं होना चाहिए और कोई भी डेटा असंगति नहीं होनी चाहिए जिसका मूल अर्थ यह है कि यदि आप एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के भीतर दो स्थानों पर एक ही डेटा रख रहे हैं आपने एक को अपग्रेड किया है और आपने दूसरे को अपग्रेड नहीं किया है या स्वचालित रूप से इसे अपग्रेड नहीं किया है तो असंगति होगी और फिर यह गलत विश्लेषण और खराब निर्णय लेगा तो इन चीजों का एक सामान्य अभ्यास मैं ध्यान रखना चाहिए आप कैसे जानते हैं कि डेटाबेस मूल रूप से उन परस्पर क्रिया को प्रबंधित करता है जो आप मूल रूप से डेटाबेस प्रबंधन कर रहे हैं केंद्र में सिस्टम के बाद आप अंतिम उपयोगकर्ता हैं और आपको पता चल रहा है कि इस तरह की संरचना डेटाबेस संरचना है जिसे आप मेटाडेटा कहते हैं और यदि यह बिक्री से संबंधित है और फिर व्यापार आपके पास ग्राहक चालान इस उत्पाद और फिर से और उपयोगकर्ता डेटा होंगे और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ विभिन्न लोगों की परस्पर क्रिया होती है तो यह है कि डेटाबेस के भीतर परस्पर क्रिया कैसे होती है अब वे कौन सी अच्छी प्रथाएँ हैं जिनका डेटाबेस डिज़ाइन करते समय पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यदि आप खराब डिज़ाइन करते हैं फिर डेटा अतिरेक होगा जिसकी हमने विशेष रूप से रेखापुंज डेटा के मामले में इस डेटा अतिरेक पर चर्चा की है और इसलिए हम डेटा संपीड़न की तलाश करते हैं लेकिन यहां डेटा अतिरेक गठनात्मक डेटा या कुछ अन्य संख्यात्मक के लिए बढ़ जाएगा मान डेटा अतिरेक दो जगह हो सकता है एक ही डेटा संग्रहीत किया जा रहा है और बिना किसी फायदे के अपडेट किया जा रहा है और खराब डिज़ाइन त्रुटियां उत्पन्न करता है जिससे खराब निर्णय हो सकते हैं और व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि हमें डेटाबेस डिजाइन के सिद्धांतों और अवधारणाओं का पालन करना चाहिए और इस तर्कसंगत डिजाइन प्रणाली का भी पालन करें अब जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईएस के आविष्कार से पहले भी यह बहुत नया नहीं है क्योंकि डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणाएं थीं तो पहले आप जानते हैं कि हमने एनालॉग फ़ाइलों का उपयोग करने के बजाय हमने डिजिटल फ़ाइलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है इसलिए शुरू में अवधारणा मुख्य रूप से लिपिकीय कार्य पर केंद्रित थी और इसलिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों पर बाद में फ़ाइल सिस्टम विकसित किए गए थे और उन सूचनाओं के लिए अनुरोध करें जिन्हें हमने जल्दी उपयोग करने के लिए फाइल सिस्टम का पालन किया है अपेक्षित उपयोग के अनुसार डेटा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और फाइल सिस्टम डाटा प्रोसेसिंग विशेषज्ञों में कम्प्यूटरीकृत नियमावली फाइल सिस्टम computerized manual file system है तो ये डिजिटल फाइलें थीं शुरू में वे डिजिटल फाइलों में परिवर्तित की गई एनालॉग फाइलें थीं लेकिन चूंकि कोई डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं थी और इसलिए एडोब प्रश्न या सामान्य प्रश्न की जानकारी प्राप्त करना अभी भी कुशल नहीं है और जैसा कि आप यह भी महसूस करेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग करते समय कुछ समय हम साधारण अलग अलग फ़ाइलों में जानकारी रखते हैं और इसलिए उपयुक्त जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सभी प्रकार की समस्या आ जाएगी अब जब भी हम डेटाबेस का उपयोग करते हैं तो कुछ निश्चित शब्द होते हैं जो हम डेटाबेस में उपयोग करते हैं डेटा की तरह जो कुछ भी नहीं है लेकिन कच्चे तथ्य हैं और फिर हम जीआईएस डेटाबेस में एक का उपयोग करते हैं जैसा कि मैं विशेषताओं के आंकड़ों पर चर्चा कर रही थी तो मैंने कहा कि हम एक सारणीबद्ध डेटा के रूप में भी सोच सकते हैं इसलिए जब हमारे पास एक सारणीबद्ध डेटा होता है तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हम क्षेत्र या स्तंभ कहते हैं और जिन्हें हम पंक्तियों के रूप में कहते हैं हम डेटाबेस भाषाओं में रिकॉर्ड के रूप में कहते हैं अब यह क्षेत्र या विशिष्ट अर्थ वाले सुधारकों का समूह ये फ़ील्ड एक सारणीबद्ध डेटाबेस में स्तंभ हैं और हमने उन गुणों को परिभाषित किया जो हम अपने डेटा के अनुसार परिभाषित करते हैं जो इन स्तंभ के अंदर आने वाला है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात हैं विशेष रूप से परिभाषित करने के लिए गुण और फिर रिकॉर्ड करें जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि ये पंक्तियां है या अभिलेख जो तार्किक रूप से जुड़े हुए फ़ील्ड हैं जो किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन करते हैं और फिर समग्र रूप से सब कुछ एक में संग्रहीत किया जाता है फ़ाइल तो हम इस शब्द फ़ाइल का उपयोग करते हैं जो संबंधित अभिलेख का एक संग्रह है अब यदि हम समान बिक्री परिदृश्य देखते हैं और यह एक फाइल सिस्टम है तो इस तरह से चीजों को पूरी तरह से अलग से और शायद ही संपर्क रखा जाता है तो उस विभाग में एक ग्राहक है तो इस बिक्री विभाग के पास ग्राहक और बिक्री की फाइलें हैं और फिर व्यक्तिगत विभाग में एजेंट हैं इसका मतलब है जानकारी एक संगठन के भीतर है लेकिन जानकारी अलगाव में पड़ी है और यह कभी कभी होता है जब हम किसी संगठन के एक हिस्से से दूसरे विभाग में एक विभाग से दूसरे को जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह एकीकरण संभव नहीं है यदि यह एक टिपिकल डाटा बेस में आयोजित नहीं किया गया है डेटाबेस तो एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना की पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है यदि यह फ़ाइल सिस्टम में व्यवस्थित है तो यही होगा तो फ़ाइल सिस्टम के बारे में क्या बुरी बातें हैं और तीसरी पीढ़ी की भाषा में व्यापक कार्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है और जानकारी या डेटा तक पहुंचने के लिए भी समय लगता है और तदर्थ प्रश्नों को असंभव बना देता है आप सिस्टम या फ़ाइल सिस्टम के लिए कुछ प्रश्न नहीं उठा सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा या आपको वह डेटा मिल जाएगा जो संभव नहीं है और फिर यह सूचना के द्वीप की ओर जाता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन अतिरेक वह जानकारी आपकी फ़ाइल प्रणाली के अंदर पड़ी है लेकिन मैं इसे पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हूं और इसे हम सूचना का द्वीप कहते हैं तो ये एक फाइल सिस्टम की समस्याएं हैं जो यह जारी है कि यह फाइल सिस्टम उस डेटा पर भी निर्भर करता है जो अगर मैं फ़ाइल नाम को बदल देता हूं तो मुझे जो कुछ भी ध्यान रखना है वह सब कुछ हो सकता है क्योंकि उस फ़ाइल का नाम कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है तो तदनुसार कार्यक्रम में संशोधन करना चाहिए और कार्यक्रम निर्माण और डेटा प्रबंधन विचारों से फ़ाइल सिस्टम को दुष्कर बनाना चाहिए यह संरचनात्मक निर्भरता फ़ाइल सिस्टम में भी है फ़ाइल सिस्टम में परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों के संशोधन की आवश्यकता होती है इसलिए हर बार जब आप फ़ाइल में कुछ बदलते हैं या फ़ाइल में नामकरण करते हैं या आप कुछ नई फ़ाइल जोड़ते हैं तो फिर से आपको उन कार्यक्रमों में बदलना पड़ता है तो यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है लेकिन ये पहले की चीजें हैं और सबसे अच्छी बात क्या है जो डेटा प्रबंधन प्रणाली के मामले में हुई है जो हम देखेंगे तो यह फ़ील्ड परिभाषाएँ हैं और नामकरण परंपराएँ हैं जो सीमित और लचीली हैं और फ़ाइल सिस्टम में उचित फ़ील्ड नाम का चयन बहुत महत्वपूर्ण है और क्षेत्र की लंबाई और क्षेत्र के लिए अद्वितीय दर्ज की गई के उपयोग पर ध्यान इसका मतलब है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जबकि हम एक फाइल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं अगर डेटा अतिरेक है जो मैंने पहले ही चर्चा की है कि डेटा के अतिरेक द्वीपों में फ़ाइल सिस्टम में बड़ी समस्या है अनियंत्रित डेटा अतिरेक के परिणाम और जब भी हम डेटा को संशोधित करते हैं डेटा सम्मिलित करते हैं डेटा को हटाते हैं डेटा में विसंगतियों को ला सकते हैं और डेटा असंगति भी होगी क्योंकि डेटा को ठीक से एकीकृत नहीं किया गया है इसलिए डेटा अखंडता की कमी है जबकि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में जो एक एकल भंडार में संग्रहीत तार्किक संबंधित डेटा पर आधारित है इसलिए एक प्रणाली या एक संग्रह में इसे संग्रहीत किया गया है यह वास्तव में एक सिस्टम नहीं हो सकता है लेकिन आजकल हम नीरद और अन्य प्रणालियों के लिए जा सकते हैं लेकिन सब कुछ इस तरीके से नियंत्रित किया जाता है कि डेटा को बहुत कुशलता से पुनर्प्राप्त किया जा सके आजकल के ऑनलाइन डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक भारतीय रेलवे आरक्षण के लिए IRCTC का एक डेटाबेस है जिसे हम देख रहे हैं जो वास्तव में मेरी राय में यह बहुत जटिल डेटाबेस है लेकिन यह काफी उपयोगकर्ता के अनुकूल है और एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कम जानता है डेटाबेस का उपयोग कर सकता है और ट्रेनों को बुक कर सकता है इसलिए उस तरह के उत्पाद जब बनाए जाते हैं तो वे IRCTC प्रोग्राम के रूप में बहुत लोकप्रिय और अत्यधिक उपयोगी हो जाते हैं वही क्योंकि डेटाबेस प्रबंधन फ़ाइल सिस्टम पर लाभ प्रदान करता है वे लाभ क्या हैं अगर हम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए जाते हैं तो जो डेटा की असंगति को समाप्त करता है यह डेटा विसंगतियों डेटा के द्वीपों को भी समाप्त करता है यह डेटा निर्भरता को भी समाप्त कर देता है और संरचनात्मक निर्भरता की समस्या भी दूर हो जाती है और इसके दो डेटा संरचना संबंध और पहुंच पथ इस प्रकार डेटाबेस प्रबंधन के साथ एक और लाभ है इसलिए यदि हम एक संगठन का एक ही उदाहरण लेते हैं जो बिक्री और अन्य चीजों के लिए व्यापार में है तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ हर दूसरे खंड या विभाग जुड़ा हुआ है फिर प्रत्येक जानकारी को एक एकल भंडार में रखा जाता है और इसलिए इस डेटाबेस प्रणाली की तुलना में आप फ़ाइल सिस्टम में देखते हैं कि वे अलगाव में पड़ी जानकारी हैं इसलिए सूचना डेटा पुनर्प्राप्ति मुश्किल हो जाता है अब आम तौर पर डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में हार्डवेयर या सॉफ्टवेअर अलग अलग घटक होते हैं जो हम हार्डवेयर के साथ आपके डेटा हार्ड डिस्क और कंप्यूटर में रखते हैं और उपयोगकर्ताओं के पास स्वयं के कंप्यूटर होंगे और आप कुछ प्रक्रियाओं और मानकों का पालन करेंगे सभी बड़े उद्यम संगठन ऐसी प्रक्रियाओं और मानक करते हैं और फिर आपके पास आवेदन योजना होगी जो आपको डेटा को पुनः प्राप्त करने डेटा बेस के साथ बातचीत करने और विभिन्न लोगों द्वारा डेटाबेस को अपडेट करने की अनुमति देगा फिर एक सिस्टम प्रशासक के माध्यम से नियंत्रण या पहुंच होगी इसका मतलब है अंतिम उपयोगकर्ता के पास पूर्ण डेटा तक पहुंच नहीं हो सकती है लेकिन विश्लेषक कुछ प्रकार के डेटा और इसी तरह और आगे तक पहुंच सकते हैं डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं मौजूद हैं जो एकल उपयोगकर्ता छंद मल्टी उपयोगकर्ता डेटा बेस मल्टी उपयोगकर्ता डेटाबेस सिस्टम हैं जो अब सबसे लोकप्रिय उदाहरण हैं जिन्हें मैंने पहले ही IRCTC या कुछ बैंकिंग संगठनों के डेटाबेस जैसे SBI ऑनलाइन दिया है जो कि एक बहुउपयोगी डेटाबेस भी है बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसमें विभिन्न विकल्प हैं जो आप जानते हैं कि हमारे लिए लेनदेन के लिए क्षमताएं उपलब्ध हैं या आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए उस डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं अब अगर हम सिस्टम में हार्डवेयर के आधार पर चलते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कार्य केंद्र कार्यसमूह उद्यम ऑनलाइन केंद्रीकृत बंटे हुए सभी प्रकार के विकल्प आजकल डेटाबेस के साथ उपलब्ध हैं और यह आवश्यक भी नहीं है पूरे संग्रह को एक देश में रखा जा रहा है ऐसे कई देश हो सकते हैं जो इससे जुड़े हैं और आप डेटा तक पहुंच रहे हैं इसलिए आम तौर पर लोग बहुउपयोगकर्ता डेटाबेस और वितरित डेटाबेस के लिए जाते हैं क्योंकि वितरित डेटाबेस के साथ कुछ फायदे हैं और उत्पादन और लेन देन का उपयोग जैसे मैंने बैंकिंग संगठन डेटाबेस का उदाहरण दिया है और डेटाबेस तीर और अन्य चीजें भी हैं अब डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के कार्य क्या हैं जो कि डेटा शब्दकोश प्रबंधन डेटा भंडारण प्रबंधन डेटा परिवहन प्रस्तुति सुरक्षा पहलू आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहु उपयोगकर्ता अभिगम नियंत्रण का उपयोग कौन करेगा और किस प्रकार वे कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं इसके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रकार के डेटा बेस में पूर्तिकर और उगाही प्रबंधन है क्योंकि कुछ भी कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकती है सिस्टम में कुछ खराबी या समस्या हो सकती है आग या कुछ बाढ़ या अन्य परिदृश्य हो सकता है इसलिए बड़े संगठन आजकल वे आपको यह जानते हैं कि इस पूर्तिकर प्रणाली को बहुत अच्छी तरह से दो समानांतर सिस्टम हो सकते हैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिल्ली में हो सकता है और दूसरा दूर चेन्नई में हो सकता है तो अगर कुछ दिल्ली में होता है तो कम से कम चेन्नई प्रणाली काम करेगी तो इसी तरह हम बड़े डेटाबेस जो एक सरल अंत उपयोगकर्ता के रूप में उपयोग करते हैं और ये कैसे बनाया जाता है और बैकअप को अधिकांश समय एक साथ लेना पड़ता है और एक बहुत अच्छा रिकवरी प्रबंधन होना चाहिए कुछ गलत हो जाता है इसलिए हमें डेटा को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जानकारी विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली डेटाबेस में है जो कि वित्त डेटा अखंडता प्रबंधन डेटा भाषा और अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ बहुत महत्वपूर्ण है अंत उपयोगकर्ता को इसके बारे में जानकारी नहीं हो सकती है बात और ये ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा फिर डेटाबेस संचार इंटरफेस यह स्पष्ट करता है कि आप अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर या यहां तक कि क्षेत्र में या इंटरनेट के माध्यम से डेटा का उपयोग कर रहे हैं या विदेश में रहकर इन सभी प्रकार के संचार इंटरफेस को विकसित करना है अब जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में यह तार्किक निर्माण का एक संग्रह है जो डेटा डेटाबेस के भीतर डेटा संरचना और संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है और ये वैचारिक मॉडल डेटा प्रतिनिधित्व या कार्यान्वयन मॉडल की तार्किक प्रकृति हो सकते हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि डेटाबेस में डेटा का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है अब जीआईएस संभावित के विशेष रूप से जीआईएस में हम कैसे जुड़े है और कैसे संबंधित हैं यह जाना जाता है फिर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वैचारिक मॉडल संबंध पर आधारित हो सकता है जो हम सोच सकते हैं कि डीबीएमएस एक से एक है एक से बहुत और कई से कई हैं इस प्रकार हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पास रिश्तों के संदर्भ में विभिन्न विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं विशेष रूप से संबंधपरक डेटा बेस जो अभी आ रहा है तो ये कार्यान्वयन डेटाबेस मॉडल हैं जो जीआईएस में लागू किए गए हैं और बड़े पैमाने पर एक रिलेशनल और दूसरा नेटवर्क हैं जिनके बहुत सारे फायदे हैं और इसलिए ये दो सबसे सामान्य डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हैं जो विशेष डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की तरह बन गए हैं और अधिकांश जीआईएस सॉफ्टवेयर्स में लागू किए गए हैं आजकल जीआईएस के साथ एक और बात यह है कि हमारे सभी आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर्स या यह अवधारणा बाहरी डेटाबेस प्रबंधन तक पहुंच का समर्थन भी करती है इसलिए न केवल डेटाबेस जो आपके संगठन के भीतर है जिस पर आप एक्सेस कर रहे हैं लेकिन आपके पास अन्य डेटाबेस मौजूद हो तो यह उस तक भी पहुंच हो सकती है यदि यह एक्सेस व्यवस्थापक द्वारा प्रदान किया गया है तो इसलिए यह वह चीजें हैं जो वहां होनी चाहिए इसलिए हम इस पर एक एक करके जाएंगे कि पहले पदानुक्रमित डेटाबेस है जो तार्किक रूप से एक उल्टा पेड़ द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है कि प्रत्येक में एक पदानुक्रमित प्रणाली है जैसे कि एक माता पिता के कई बच्चे हो सकते हैं तो यह कई में से एक है और प्रत्येक बच्चे का एक ही माता पिता है इसलिए यदि हम ऊपर जाते हैं तो केवल एक अभिभावक और मैंने एक विशिष्ट विभाग का उदाहरण लिया है और कुछ नाम जो मैंने वहां रखे हैं लेकिन यह सिर्फ इनका कोई दूसरा नाम नहीं है और जब हम इसे इसमें डालते हैं तो हम क्या देखते हैं पदानुक्रमित डेटाबेस डेटा मॉडल तो यह है कि फ़्लोचार्ट यह होगा कि शीर्ष पर हम संस्थान हैं तो प्रत्येक संस्थान में कई विभाग हो सकते हैं और फिर इन विभागों में छात्र प्रोफेसर और पाठ्यक्रम हैं लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पदानुक्रमित प्रणाली एक प्रकार की प्रणाली है जो मौजूद है लेकिन छात्रों और पाठ्यक्रमों के बीच कोई संबंध नहीं है और इसलिए यदि एक विभाग का छात्र किसी अन्य विभाग के पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहेगा तो कोई लिंकेज उपलब्ध नहीं है अगर हम एक उचित संरचना का रूप देखते हैं तो यहाँ के क्षेत्र का नाम संस्थान का नाम है तो यह रुड़की आईआईटी रुड़की के रूप में आता है विभाग ने उदाहरण लिया है कि मैं पृथ्वी विज्ञान से आया हूं तो इसलिए मैंने पृथ्वी विज्ञान विभाग का उदाहरण लिया है और आप छात्रों प्रोफेसरों और कर्मचारियों और अन्य चीजों की संख्या जानते हैं तो उस पर से फिर आप छात्र के रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर से ही आप प्रोफेसर रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में आप पाठ्यक्रम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि यदि पृथ्वी विज्ञान का कोई छात्र सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहेगा या गणित कहेगा तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इस प्रकार के पदानुक्रमित डेटाबेस में इनबिल्ट हो सकती है तो पदानुक्रमित डेटा बेस के साथ क्या फायदे हैं वह यह है कि वैचारिक रूप से यह बहुत सरल है जिसमें डेटाबेस सुरक्षा और अखंडता है और डेटा स्वतंत्रता है तो एक फ़ाइल में एक डेटा दूसरी फ़ाइल से पूरी तरह से स्वतंत्र है और दक्षता भी है क्योंकि शायद ही कोई लिंकेज या कुछ भी नुकसान हो सकता है जब हम इसे लागू करना चाहते हैं तो इसकी वजह से कार्यान्वयन बिंदु काफी जटिल हो जाता है मानकों का प्रबंधन और कमी करना मुश्किल है क्योंकि एक बार नया डेटा सेट आ जाएगा या कुछ नया करना होगा तो आपको समस्या होगी संरचनात्मक निर्भरता का अभाव अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग और जटिलता का उपयोग होता है और फिर कार्यान्वयन सीमाएं जटिल कार्यान्वयन होती हैं और यह भी सीमित है अब दूसरे प्रकार के डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो बहुत लोकप्रिय है और विशेष रूप से वेक्टर डेटा के लिए है लाइन डेटा जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है यदि हम जीआईएस के इतिहास और रोजर टॉमलिंसन द्वारा जीआईएस के आविष्कार को याद करते हैं उन्होंने शुरू में नेटवर्क के बारे में सोचना शुरू कर दिया क्योंकि कार्य उन्हें नेटवर्क के लिए दिया गया था और इसलिए अधिकांश जीआईएस सॉफ्टवेअर इस अवधारणा पर काफी समृद्ध हैं या विशेष रूप से नेटवर्क से संबंधित हैं क्योंकि नेटवर्क का प्रबंधन हो सकता है जिसके माध्यम से पुनरावृत्तियां बह रही हैं जिसमें प्राकृतिक नेटवर्क हो सकता है जैसे स्ट्रीम नेटवर्क परिवहन हो सकता है या रेलवे हो सकता है या सभी प्रकार की चीजें हो सकती हैं नेटवर्क डेटाबेस में प्रत्येक रिकॉर्ड में एक एकाधिक अवधि हो सकती है इसलिए पिछले उदाहरण में एक माता पिता के कई बच्चे हो सकते हैं लेकिन यहां प्रत्येक रिकॉर्ड में कई माता पिता हो सकते हैं और प्रत्येक सेट में मालिक का रिकॉर्ड और सदस्य का रिकॉर्ड होता है और सदस्य के पास कई मालिक और यह एक ही उदाहरण हो सकता है लेकिन एक नेटवर्क डेटा मॉडल में यह है कि यह कैसा दिखता है कि विभाग अब पाठ्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं और फिर एक और खंड या रिकॉर्ड बनाया गया है जो छात्रों का पंजीकरण है इसलिए जब छात्र किसी विशेष विषय के लिए पंजीकरण करते हैं तो उन छात्रों द्वारा किसी अन्य विभाग के पाठ्यक्रम के लिए लिया जा सकता है और हमारे जैसे संस्थानों में सामान्य प्रथाओं का पालन किया जाता है इसलिए उन्हें यहां यह फायदा है कि अब एक लिंकेज है और इसलिए एक पूरा नेटवर्क उपलब्ध है जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित हो सकता है अब हम इसके फायदे देखते हैं वैचारिक रूप से यह पदानुक्रमित की तरह सरल है और अधिक संबंध प्रकारों को संभालता है यह अधिक संबंध डेटा पहुंच लचीलापन को संभाल सकता है जिससे फ़ाइल आधारित प्रणाली या पदानुक्रमित प्रणाली के मामले में डेटाबेस की अखंडता को बढ़ावा मिलता है यह डेटा स्वतंत्रता की कमी थी और मानक के अनुरूप है कम से कम कुछ मानकों का पालन किया जा सकता है उसमें नुकसान यह है कि प्रणाली जटिल है और संरचनात्मक स्वतंत्रता की कमी है अब तीसरा डेटाबेस या इसमें अंतिम एक रिलेशनल डेटाबेस या RDMS है जो सबसे लोकप्रिय है और बड़े पैमाने पर इसे जीआईएस में लागू किया गया है इसलिए यह उपयोगकर्ता द्वारा डेटा संग्रहण के लिए तालिकाओं के संग्रह के रूप में माना जाता है मैं यह उदाहरण देता हूं कि ज्यादातर समय हम रखते हैं और फिर तालिकाएं पंक्तियों और स्तंभ इंटरैक्शन की एक श्रृंखला होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और सामान्य साझा करके संबंधित तालिकाएं इकाई और विशेषताओं इस बिंदु पर मैं थोड़ा और जोर देना चाहूंगा कि जब भी आप एक तालिका को दूसरे के साथ जोड़ना चाहेंगे इसीलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है तो एक तालिका है एक और तालिका है अब मैं संबंधित करना चाहता हूं और मैं दृश्य ग्राफ के माध्यम से कुछ उदाहरण दिखाऊंगा तो दो तालिकाओं या दो डेटाबेसों के बीच इस संबंध के लिए एक समान अस्तित्व होना चाहिए इसका मतलब है एक सामान्य क्षेत्र होना चाहिए जो दोनों फाइलों या दोनों तालिकाओं में मौजूद हो और समान गुण रखता हो इसलिए यदि कोई सामान्य इकाई या सामान्य कॉलम है उदाहरण के लिए आईडी तो यहाँ मेरे पास एक id फ़ील्ड हो सकता है एक और टेबल मैं उसी क्षेत्र के लिए वही id फ़ील्ड हो सकता है इसलिए जब यह सामान्य है और विभिन्न वस्तुओं की पहचान करने की समान प्रणाली का पालन किया गया है तो मैं इस तालिका को दूसरी तालिका के साथ संबंधित कर सकता हूं तो यह वही है जो तालिका आम इकाई विशेषता साझा करके संबंधित हैं यहां विशेषताओं का मतलब है कि उस क्षेत्र के गुण समान होना चाहिए अब हम उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास एक नक्शा है जिसमें चार पॉलीगोन हैं और मेरे पास प्रत्येक बहुभुज के लिए संबंधित विशेषता तालिका है बहुत कुछ जानकारी है जैसे मैप आईडी है क्षेत्र है परिधि है विस्तार संख्या है वहाँ अब मैं इस मानचित्र की इस तालिका को एक अन्य तालिका के साथ संबंधित करना चाहता हूं जो कि एक ही बहुभुज भी है लेकिन विशेषताएँ अलग हैं यहाँ विशेषताएँ हैं कि स्टैंड नंबर सामान्य है लेकिन मुझे एक प्रजाति की जानकारी प्रमुख प्रजातियों और उनकी उम्र के साथ है तो अब हम यहां इस दो तालिकाओं में क्या देख रहे हैं कि कम से कम एक क्षेत्र सामान्य है और एक बार यह वहां है तो मैं इसे संबंधित कर सकता हूं यदि यह वहां नहीं है तो रिलेशनल डेटाबेस उस तरह से काम नहीं कर सकता है इसलिए हम यहां इस विशेष उदाहरण में जो देख रहे हैं वह यह है कि स्टैंड नंबर J 127 यहां भी आम है और कहीं और भी वही रिकॉर्ड परिलक्षित नहीं हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मैं इस बात से संबंधित हूं कि डेटा जो भी होगा वह आम तौर पर एक नई तालिका या उसी तालिका में आ सकता है और फिर बाद में हम जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं तो यह रिलेशनल डेटाबेस का लाभ है कि किसी भी जानकारी को विभिन्न तालिकाओं में लेटा जा सकता है जो आप इस तरह से सोच सकते हैं एक डिजिटल तालिका में मैं बात कर रहा हूं लेकिन जब भी मैं संबंधित होना चाहता हूं अगर एक क्षेत्र सामान्य है तो मुझे बहुत सफलतापूर्वक संबंधित होना चाहिए तो यह बहुत सारे फायदे देता है और जीआईएस में भी इस तरह की अवधारणा डेटाबेस प्रबंधन जीआईएस में बहुत अधिक लाभ देता है क्योंकि हम कई मैप्स में वास्तविक जीआईएस संचालन का उपयोग कर रहे होंगे जो कि बहुभुज या अन्य वेक्टर विशेषताओं वाले हैं इसलिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत आवश्यक है अब ये फायदे संरचनात्मक स्वतंत्रता बेहतर वैचारिक सरलता आसान डेटाबेस डिजाइन कार्यान्वयन और प्रबंधन उपयोग हैं इसलिए ये आसान चीजें हैं जो SQL और शक्तिशाली डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के साथ तदर्थ क्वेरी क्षमता है यही कारण है कि यह डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है ओरेकल जैसे सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक RDBMS है पहले हमारे पास d बेस I बेस और सभी प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करते थे जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस श्रेणी में सभी और अधिक आते हैं अब नुकसान काफी कठिन हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरहेड खर्च हैं जो खराब डिजाइन कार्यान्वयन हो सकता है हालाँकि कार्यान्वयन आसान है और सूचना समस्याओं के द्वीप को बढ़ावा दे सकता है क्यों फिर से क्योंकि कई तालिकाओं में एक ही जानकारी हो सकती है इसलिए एक तालिका में आपने अपडेट किया है दूसरी तालिका में आपने अपडेट नहीं किया है और इसलिए आप इस तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं जो जानकारी का द्वीप है